कोशिका संवर्धन की व्याख्यान श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है पिछले लेक्चर हमने बात की थी कि माइक्रो कैंटिलीवर प्रणाली का उपयोग करके मायोट्यूब द्वारा उत्पन्न बल को कैसे माप सकते हैं और हमने बात की थी कि अगर कैंटीलीवर झुकता है और यदि इसकी वजह से कोण में परिवर्तन आता है और आप उसको मापना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए कुछ सेटअप हैं जिनका वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है तो यहां ये सेटअप है जिसको हमने व्यक्तिगत रूप से विकसित किया है तो ये आपका कैंटिलीवर है और आप क्या करते हैं आप यहाँ पर एक लेज़र का स्रोत रखते हैं जो बहुत ही नुकीला और सौम्य लेजर स्रोत होता है आप क्या करते हैं आप इस तरह लेज़र प्रकाश डालते हैं वैसे ये हमारे आठवें हफ्ते का तीसरा लेक्चर है आप इस कैंटिलीवर पर लेजर प्रकाश डालते हैं और ये लेजर इस तरह वापस लौटता है तो ये इस तरह से चमकता है सिलिकॉन कैंटिलीवर पर टकराता है और वापस लौटता है जब ये वापस आता है तो आप इसे एक पोजीशन सेंसिटिव डिवाइस यानि स्थिति संवेदनशील डिवाइस या किसी प्रकार के डिवाइस से ट्रैक कर सकते हैं जिससे ये पता चलेगा कि ये लेजर किस कोण पर वापस आ रहा है उदाहरण के तौर पर यदि आप इसे थीटा कोण पर भेज रहे हैं और यह थीटा प्राइम के कोण पर वापस आ रहा है और यदि थीटा थीटा प्राइम के बराबर है तो इसका मतलब है कि यह कैंटिलीवर हिल नहीं रहा है या उस विशेष क्षण पर ये बेसलाइन पर था तो ये आपकी बेसलाइन है और आपके पास जो पोजीशन सेंसिटिव डिवाइस है वो आपको बताएगा कि झुकाव कितना है और ये आपका लेजर स्रोत है अब इस सेटअप पर आप ये मानते हुए कोशिकाओं को विकसित करते हैं कि वे इस तरह की संरचनाएं बनाएंगे जो कि मायोट्यूब हैं जब ये मायोट्यूब संकुचन करेंगे तो उनमे इस तरह गति उत्पन्न होगी इसलिए वे बेसलाइन से विक्षेपित हो जायेंगे और फिर वापस बेसलाइन पर जाएंगे वे विक्षेपित होंगे और फिर वापस जाएंगे जब ऐसा होगा तो इस कैंटिलीवर में बहुत मामूली सा झुकाव आ जाएगा तो यह कैंटिलीवर लाइन है जिसे हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब इस झुकाव के दौरान क्या होगा जब ये लेजर प्रकाश इस तरह से जायेगा ये एक अलग थीटा डबल प्राइम पर वापस आएगा मान लीजिये कि झुकाव के बाद जो कोण यहाँ बन रहा है वो थीटा है और जिस कोण पर ये वापस आ रहा है वो थीटा प्राइम है और थीटा थीटा डबल प्राइम के बराबर नहीं है तो आप जानते हैं कि ये ज़ीरो है यह थीटा प्राइम वैल्यू है जिसको आप स्टोनीज़ समीकरण Stoney's equation में रखेंगे जिससे आपको मायोट्यूब द्वारा उत्पन्न बल के बारे में पता चल जायेगा मान लीजिये कि अब आप इसमें कोई ड्रग या कोई दूसरा अणु जैसे कि मसल रिलैक्सेंट या कोई ऐसी ड्रग जिसमे आपको भ्रम है कि वो न्यूरॉन या मसल में से किस पर काम करती है इसमें मिला देते हैं तो आप एक्स वाई ज़ेड कुछ भी मिला देते हैं अब यदि इन्हे मिलाने पर आप इन मायोट्यूब द्वारा उत्पन्न किये गए बल में कोई परिवर्तन देखते हैं तो आप कृत्रिम तंत्र में ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक विशिष्ट ड्रग इस तरह की प्रणाली में कैसे व्यवहार करने जा रही है यह सबसे साफ प्रणालियों में से एक है जिसे हमने विकसित किया है और जहां हम वास्तव में ये दिखा सकते हैं कि कोई तकनीक कृत्रिम तंत्र का भविष्य कैसे बदल सकती है जहां मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न संकुचन बल को मापने के लिए एक माइक्रो मशीन डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमने आपको बताया था कि इसमें एक विद्युत घटक भी शामिल है तो अब बात करते हैं विद्युत घटक के बारे में जब भी हम मायोट्यूब या मांसपेशियों के बारे में बात करते हैं तो वे मोटर न्यूरॉन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं ये कुछ इस तरह के होते हैं मान लीजिये यहां ये एक मांसपेशी या मायोट्यूब है जो विकसित हो रही है और यहां ये मोटर न्यूरॉन जो इन मांसपेशियों पर सिनेप्स करती है और सिनेप्स पर जो आप देखते हैं वो सिनैप्टिक वेसिकल होते हैं तो यहां ये सिनैप्टिक वेसिकल्स हैं और ये जो विशेष भाग है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तय करता है कि ये मांसपेशी कितना संकुचन करेगी यदि मांसपेशी स्वाभाविक रूप से संकुचन नहीं करती है जो कि हमारी अधिकांश मांसपेशियां जैसे कि कंकाल पेशियाँ नहीं करती हैं तो इस क्षेत्र में न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव होता है जो ये तय करता है कि न्यूरॉन से इनपुट प्राप्त होने पर मांसपेशियां कितना बल पैदा करती हैं इसके बाद अब हम जटिलता थोड़ी और बढ़ा रहे हैं जहाँ आपको एक ही डिश में दो अलग प्रकार की कोशिकाओं की जरूरत होती है या इन्हें एक माइक्रो कैंटीलीवर पर एकीकृत करते हैं इस पर हम आएंगे तो अब हम ये जानते हैं कि हम मांसपेशियों के संकुचन को कैसे माप सकते हैं लेकिन जो हम नहीं जानते हैं वो ये है कि यदि ये मांसपेशी स्वाभाविक रूप से संकुचन नहीं कर रही हैं तो हम इन्हें न्यूरॉन के साथ कैसे एकीकृत कर सकते हैं ताकि इस मांसपेशी को एक्शन पोटेंशियल के रूप में संकेत भेजकर संकुचन कराया जा सके या आप यहां पर इलेक्ट्रोड लगा कर भी मोटो न्यूरॉन को उत्तेजित कर सकते हैं तो यहां दो समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं को लिख लेते हैं पहली ये कि मांसपेशी और न्यूरॉन कोशिकाओं को साथ साथ कैसे संवर्धित किया जाये ताकि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का अध्ययन किया जा सके न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को बहुत लोग एनएमजे भी कहते हैं मांसपेशी और न्यूरॉन कोशिकाओं को साथ साथ कैसे संवर्धित किया जाये ये पहली समस्या है और दूसरी समस्या ये है कि कैसे इस प्रणाली को एक माइक्रो कैंटिलीवर सेटअप पर एकीकृत किया जाये तो इससे पहले कि हम इस पर बात करें पहले हम इस भाग के बारे में बात करेंगे कि ये वास्तव में क्या है जिसे एक समय पर किया जाना था जो अभी भी एक सपना है लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से विश्वास है कि भविष्य में इसका हल हो जाएगा तो यहां पर ये कैंटीलीवर है जिसके बारे में हम पहले ही गहराई में बात कर चुके हैं इसलिए दोबारा इसके बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम सिर्फ सतह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसकी मोटाई है तो अब जो विचार है वो ये है कि आपके पास यहाँ विकसित होती हुई बहुकेंद्रित मायोट्यूब है और आप किसी तरह से इसे न्यूरॉन के साथ एकीकृत करते हैं जो उस पर सिनेप्स बनाते हैं और ये निश्चित रूप से मोटो न्यूरॉन है और यहां आपके पास ये मायोट्यूब है अब ऐसा करने के लिए आप इस पूरे सेटअप को और अधिक जटिल बना रहे हैं जबकि ये पहले से ही जटिल है क्योंकि यहाँ ना सिर्फ मांसपेशी को न्यूरॉन के साथ या न्यूरॉन को मांसपेशियों के साथ संपर्क बनाना है बल्कि महत्वपूर्ण बात ये है कि वे यहां न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाते हैं एक कार्यात्मक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या कार्यात्मक एनएमजे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बिना यह पूरी प्रक्रिया नहीं हो सकती इस मोटो न्यूरॉन को स्वाभाविक तरह से विद्युतीय रूप से सक्रिय होना चाहिए या फिर आपके पास कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे कि आप इन्हे अलग से किसी इलेक्ट्रोड पर विकसित कर सकें जिसको सिस्टम में एम्बेड यानि अंतःस्थापित किया जा सके और जो एम्बेडेड सिस्टम के पूरे विचार के तहत आता है आप कोशिका को उस एम्बेडेड इलेक्ट्रोड पर रख सकते हैं और आप इस एम्बेडेड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल उत्तेजित करने वाले इलेक्ट्रोड के रूप में कर सकते हैं तो विचार ये है कि आप न्यूरॉन्स को उत्तेजित करते हैं इसलिए क्रिया विभव यानि एक्शन पोटेंशियल चलता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शनों तक पहुंचता है और वहां पहुंचने पर वे न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव करते हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर स्राव की वजह से मांसपेशियों में संकुचन होती है और इसकी वजह से मांसपेशियों बल उत्पन्न करती है तो इस तरह के सेटअप में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है एक ऐसा मीडियम जिसमे मोटो न्यूरॉन के साथ साथ मायोट्यूब का विकास हो सके और ये वास्तव में आसान नहीं था क्योंकि अगर आप अपने शरीर को देखते हैं और उसमें अगर इस रीढ़ की हड्डी को देखते हैं तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी है और आपके मोटो न्यूरॉन्स वेंट्रल हॉर्न में स्थापित होते हैं और यहां ये मांसपेशी है ये आपके सीएनएस का हिस्सा है आपके पास रीढ़ की हड्डी में तरल पदार्थ होता है और यहां बाहर की तरफ ये जंक्शन बनते हैं उस समय हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे थे उनमें से एक ये थी कि एक समान मीडियम का विकास कैसे किया जाए और दूसरा कि जब आप एक मीडियम विकसित कर लेते हैं जो कि एक परिभाषित और सीरम मुक्त मीडियम होता है उस पर कोशिकाओं की प्लेटिंग कैसे करनी है किसे आप पहले प्लेट करने जा रहे हैं और बाद में किसे प्लेट करने जा रहे हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि मांसपेशियों का इस तरह तेजी से विभाजन होता है जबकि न्यूरॉन्स का विभाजन नहीं होता है बल्कि ये वहीं बैठे रहते हैं और इस तरह से मस्कुलर जंक्शन्स बनाते हैं इसलिए आपको ये तय करना होगा कि हम इस संरचना को कैसे स्थापित करें ताकि हम इसमें से अधिकतम जानकारी निकाल सकें तो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करेंगे